आप यहां कुछ अतिरिक्त एंटीबॉडी को डाल सकते हैं जिसकी वजह से यहां एक तरह की प्रतिस्पर्धा होगी जोकि इन रिसेप्टर्स को बाध्य करेगी अथवा इन प्रकार की कोशिकाओं को अलग करने में मदद करेगा I आप उन्हें एक अलग बफर मीडिया में इकट्ठा कर सकते हैंजिनका सेंट्रीफ्यूजीएशन द्वारा शुद्ध आबादी को प्राप्त किया जा सकता है I यह मोटर न्यूरॉन्स पृथक्करण का आधार है और यह एक शांत तकनीक बिल्कुल ही नहीं है I इसलिए हमने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है जहां से हमने शुरुआत की थी I इसकी आवश्यकता क्यों है